छात्र डीएनए के बारे में डीएनए और आरएनए के बारे में इनके बीच में क्या अंतर है डीऑक्सिराइबोस 2' साइट पर और उसके बाद बेस तो हम थायमिन देख सकते हैं छात्र यूरेसिल यूरेसिल के बारे में डिस्कस किया हमने कंप्लीमेंट्री स्टैंड के बारे में डिस्कस किया यदि आपके पास डीएनए सीक्वेंस और आर एन ए सीक्वेंस तो आप रिवर्स कंप्लीमेंट्री पा सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन डिस्कस किया इसके साथ डीएनए सीक्वेंस से प्रोटीन सीक्वेंस का बनना और सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया छात्र EMBOSS सही हमने यहांEMBOSS software के उपयोग के बारे में भी जाना इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध है तो हम reveseqका उपयोग यहां कंप्लीमेंट्रिटी और साथ ही साथ प्रोटीन सीक्वेंस इसके पश्चात रीडिंग फ्रेम के बारे में डिस्कस किया कितने रीडिंग फ्रेम होते हैं छात्र6 3 आगे की तरफ है इसके पश्चात सीक्वेंस विशेष रुप से हमने सीक्वेंस बेस पैरामीटर जैसे फ्लैक्सिबिलिटी स्टीफनेस बेस्ट stacking एनर्जी डिसकस की हम यदि बायोइनफॉर्मेटिक्स के बारे में डिस्कस करें तो मुख्य 5 एस्पेक्ट है स्टूडेंट वेल ऑर्गेनाइज्ड डाटाबेस हाइपोथेसिस और टूल डेवलपमेंट या ऑनलाइन सर्वर कंपाउंड्स की वर्चुअल स्क्रीनिंग और बायोइनफॉर्मेटिक्स का नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एनालिसिस मैं उपयोग तो सबसे पहले डाटाबेस तो सबसे पहले इस क्लास में हम डेटाबेस समझते हैं यह स्ट्रक्चर कलेक्शन की पूरी जानकारी को व्यवस्थित रूप में रखने का कार्य करता है तो यदि आप लिटरेचर में देखें तो बहुत सारे डेटाबेस उपलब्ध है उदाहरण के तौर पर सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला सर्च जो आप उपयोग करते हैं क्या है Student Google छात्र गूगल गूगल में हम सारी इनफार्मेशन को केवल टाइप करके ढूंढ लेते हैं इसी तरह बायोइनफॉर्मेटिक्स में बायोलॉजी से प्राप्त डाटा जिसे एक्सपेरिमेंट से पाया जाता है जैसे मैक्रोमोलीक्यूलर सीक्वेंस और स्ट्रक्चर एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स पाथवे आदि इसके लिए यह आवश्यक है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर उसे इकट्ठा कर कंप्यूटर रीडेबल में डाला जाए पहले हम डाटा को इकट्ठा करके अपने पास रखते थे किंतु आधुनिक समय में इनकी कंप्यूटिंग कर फाइल में ट्रांसफर कर दिया जाता है जिसे पब्लिक से शेयर किया जा सकता है तो यदि डाटा फैला हुआ हो और अलग अलग जर्नल में प्रकाशित किया गया हो तो उसे कलेक्ट करने में दिक्कत होती है जिन्हें डाटा एनालिसिस करना हो तो उन्हें कलेक्ट करना पड़ता था यह टाइम कंजूमिंग होता था डाटा एक जगह रहने पर उसे एनालिसिस करने के लिए आसान होता है और दूसरे सरवर को विकसित करने में भी मदद मिलती है लिटरेचर में पहले यह बिखरे हुए रूप में था अब कुछ समय से इन्हें इकट्ठा करके बुक के रूप में रखा गया है Pfil ने लगभग 22000डाटा थर्मोडायनेमिक्स पर कलेक्ट कर उसे बुक के रूप में पब्लिश किया है किंतु यदि हम बुक के रूप में डाटा रखे हैं तो भी उसे देखना पड़ेगा किंतु यदि यह कंप्यूटर रीडेबल हो तो इसे ऑर्गेनाइज करना ज्यादा आसान है क्योंकि इस स्थिति में गलतियों की संभावना कम होती है और इसका उपयोग आगे दूसरी जगह किया जा सकता है जैसे यदि आप डेटाबेस डेवलप कर रहे हैं तो मुख्य कैरेक्टर क्या होना चाहिए स्टूडेंट सबसे पहले रीडेबल कंटेंट होना चाहिए सही सबसे पहले कंटेंट होना चाहिए हमें सबसे पहले यह डिसाइड करना चाहिए इस कंटेंट की क्या उपयोगिता है यदि हम डेटाबेस डेवलप कर रहे हैं और इसका उपयोग ना हो तो इसका कोई महत्व नहीं है अतः यदि आपने डाटाबेस डिवेलप किया है तो यह दूसरे रिसर्च के लिए भी उपयोगी होना चाहिए अगला क्या स्टेप होना चाहिए छात्र अब इसे कैसे लिंक किया जाए हमें डाटा का आगे कैसे उपयोग हो सकता है इस पर विचार करना आवश्यक है जैसे जब हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो अधिकतर पहली बार में ही हमें अपने उपयोग की जानकारी मिल जाती है यदि हम कुछ सर्च कर रहे हो और इसे प्राप्त करने में 10 से 20 बार सर्च करना पड़े तो इसकी उपयोगिता कम हो जाती है अतः यह आवश्यक है की यूजर को रिलाएबल और रिक्वायर डाटा जल्दी प्राप्त हो जाए उसका समय बर्बाद ना हो इस तरह सर्च में समय का बहुत महत्व है जैसे यदि हम गूगल पर कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो10 सेकंड का वेट करना भी कठिन होता है यदि किसी इंफॉर्मेशन के लिए 5 मिनट का वक्त लग जाए तो हम गूगल का उपयोग करना नहीं चाहेंगे हम यह उम्मीद करते हैं कि जैसे ही एंटर दबाएं और हमें तुरंत रिजल्ट मिल जाए तो अभी समय और क्या चीज बहुत महत्वपूर्ण है छात्र डाटा को डिस्प्ले कैसे किया जाए डाटा का डिस्प्ले सही होना चाहिए और इससे रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलना जरूरी है क्योंकि हम देखते हैं कि यदि व्हाट्सएप में आने वाले मैसेज75 रिलाएबल नहीं होते किंतु यदि हमें रिलायबल इंफॉर्मेशन और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिले तभी हम विश्वास करते हैं इसलिए मिलने वाला डाटा चाहे इसे आप ने विकसित किया हो या किसी अन्य सोर्स से मिल रहा हो रिलाएबल और user friendly होना चाहिए अब अगला पॉइंट छात्र इसे कम रिडंडेंट होना चाहिए हां क्योंकि यदि आपके पास सेम डाटा है और आप बार बार उसे रिपीट कर रहे हैं यदि आप यूजर के पास जाएं तो यह कम रिडंडेंट होना चाहिए इसके अलावा अगला क्या पॉइंट होना चाहिए छात्र आसानी से समझ में आना चाहिए हां डाटा इस तरह से रखा जाना चाहिए की यूजर उसे आसानी से समझ जाएं और उससे सारी इनफार्मेशन आसानी से निकाल सके और क्या होना चाहिए छात्र आपके पास कुछ रिफरेंस होना चाहिए कुछ एप्लीकेशन और रिफरेंस के बारे में पता हो तो डाटा डाउनलोड करना आसान होता है नहीं तो बहुत सारी इनफार्मेशन एक साथ दिखाई देंगी और काम करना कठिन होगा किंतु बायोलॉजिकल डाटा मैं डाउनलोड करना आसान होता है किंतु यहां पर एक कठिनाई होती है की बहुत सारा डाटा होता है और इसे एडिटिंग करना मुश्किल होता है इस तरह इसी डाटाबेस को डिवेलप करने से पहले सारी बातों पर ध्यान देना जरूरी है जिससे बहुत सारे यूज़र उसे उपयोग कर सकें और आप फेमस हो जाएं अब हम डेटाबेस के अलग अलग कैरेक्टर जो विशेष महत्वपूर्ण हैं को डिस्कस करते हैं यहां कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण है सबसे पहले कंटेंट जैसा पहले डिस्कस किया था क्या आप कुछ बायो लॉजिकल डेटाबेस के बारे में जानते हैं छात्रPDB प्रोटीन डाटा बैंक यदि कोई स्ट्रक्चर देखना चाहे तो इसमें आसानी से देख सकता है इसमें हमें रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलती है इसके अलावा स्टूडेंटNCBI यह यूनीपोर्ट के समान सीक्विंस डेटाबेस है थर्मोडायनेमिक्स के लिए right Prothermहै हमारी लैब बहुत सारे डेटाबेस पर काम कर रही है जैसेPROXiMATEजो protein protein complexकी बाइंडिंग एफिनिटी समझाता है तो यदि इन डेटाबेस पर कंटेंट मिल जाए तो यह बहुत रिलायबल होते हैं यह कंटेंट एक्सपेरिमेंटल डाटा होते हैं और यूजर्स के आवश्यकता के अनुसार इंफॉर्मेशन दे सकते हैं दूसरी बात ओंटोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है सभी डाटा बेस में बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं वे बहुत सारे कीवर्ड उपयोग करते हैं अतः जो भी बायोलॉजिकल टर्म उपयोग किया जाए उनका डिटेल देना आवश्यक होता है उदाहरण के तौर पर यदि हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर लिखें तो यह आवश्यक नहीं है यूजर उसके बारे में जाने अतः इसके बारे में डेटाबेस में जानकारी देना पड़ेगी इसे कैसे लिखा जाता है और कौन कौन से अलग सेकेंडरी स्ट्रक्चर है के बारे में डेटाबेस में जानकारी होना चाहिए इस तरह जो भी टर्म्स उपयोग किए जाएं उनके बारे में डेटाबेस में पर्याप्त जानकारी होना चाहिए अब यह समझना है के डेटाबेस का मुख्य उद्देश्य क्या है उदाहरण के तौर पर यदिPROXiMAT Eलिया जाए तो यह मुख्य रूप से प्रोटीन प्रोटीन कॉन्प्लेक्स के एफिनिटी बताता है यदिPDB लिया जाए तो यह 3D स्ट्रक्चर समझाता है ProTherm प्रोटीन के लिए थर्मोडायनेमिक्स के मुख्य एस्पेक्ट बताता है यह प्रोटीन फोल्डिंग और अनफोल्डिंग म्यूटेशन को समझने में उपयोगी है अब हमें यह समझना है कि दूसरे इंफॉर्मेशन से हम अपने डाटा को कैसे सप्लीमेंट कर सकते हैं जैसे थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो यह एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के साथ बदल सकता है तो हमें यह टेंपरेचर पीएच बफर आयन कंसंट्रेशन आदि पर भी ध्यान देना पड़ेगा प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हमें म्यूटेशन और दूसरे स्ट्रक्चर बेस्ट फीचर के बारे में भी बात करना होगी इस स्थिति में हमें लॉजिकल स्ट्रक्चर का एक फ्रेम बनाना पड़ेगा मुख्य बात है हम अपने डाटा को दूसरे इंफॉर्मेशन के साथ कैसे जोड़ेंगे अब चौथी बात है की हम डाटा फॉर्मेट कैसे करेंगे क्योंकि हमें प्रत्येक एंट्री पर कुछ इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी और यदि हम बहुत सारे फॉर्मेट उपयोग कर लें तो कन्फ्यूजन होगा अतः यह आवश्यक है की एक ही फॉर्मेट को फॉलो किया जाए जैसे यदिUniProtलिया जाए यदि आप पहला लाइन देखें तो नाम है यहां पर सिनोनिम्स है और इनके आर्डर समान हैं अब यदि प्रोटीन डाटा बैंक में जाएं तो हमें यह सीक्वेंस इसी तरह मिलेंगे इस तरह यदि हम अपने डाटा को किसी विशेष फॉर्मेट में रखें तो आगे कार्य आसान हो जाएगा मैं आपको दूसरी स्लाइड मेंसमझाता हूं हमारे पास डाटा का पूरा रूप आ जाएगा की हमें किस तरह उपयोग करना है और हम अपना डेटाबेस कैसे डिजाइन कर सकते हैं हम अपने डिजाइन डाटा को वेबसाइट में डाल सकते हैं आप कुछ सर्च ऑप्शन दे सकते हैं जिससे यूजर्स को फ्लैक्सिबिलिटी मिलेगी क्योंकि सभी यूजर्स उसी डाटा को उपयोग करना नहीं चाहेंगे कुछ को अलग टाइप का डाटा चाहिए होगा इस स्थिति में आप डाटा सिलेक्शन के लिए रूट दे सकते हैं इसके बाद रिजल्ट दिया जाना चाहिए यदि एक साथ सारी चीजें दे दी जाए तो मुश्किल होगी इस तरह डाटा आसान और समझने योग्य होना चाहिए जिससे यूजर उसे आसानी से समझ सके अब डाटा होने पर उसे आपके डेटाबेस में कैसे लिंक किया जाए उदाहरण के तौर पर यदि हमारा उद्देश थर्मोडायनेमिक्स है किंतु कुछ स्ट्रक्चर और सीक्वेंट से लिंक है तो पहले आपको इन लिंक पर जाना पड़ेगा हमें पूरी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं कि यह डेटाबेस थर्मोडायनेमिक डाटाबेस क्यों है इससे हमने बहुत सालों पहले बनाया था पहले कंटेंट देना पड़ेगा जिसके लिए सीक्वेंस स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी फिर वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जहां आपको सारी डिटेल मिलेगी यहां थर्मोडायनेमिक डाटा और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जो लिटरेचर में दी गई है प्राप्त हो जाएगी अब आपको टर्म्स एंड कंडीशन समझना है यदि बहुत सारी टम्स दी गई है तो यह आवश्यक है कि हम सभी को डिटेल में फुलफिल करें example उदाहरण के तौर पर यहPMD नंबर है तो यदि यूजर इससे फैमिलियर ना हो तो आप प्रोटीन न्यूटन डाटाबेस नंबर लेहम इसे थोड़ा एक्सपेंड करते हैं उदाहरण के तौर परPDBwild यह क्या है यह नेटिव प्रोटीन के लिए है इसे म्युटेंट डाटा डेटाबेस के लिए भी उपयोग कर सकते हैं इससे हमें म्यूटेशन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी यहां पहले हमें प्रथम इंफॉर्मेशन फिर नंबर जो सेकंड इंफॉर्मेशन होगी देना है जैसे इस केस में lysine K कोproline ने रिप्लेस किया है नंबर सिक्सटी पर तो हम ओंटोलॉजी में सारी इनफार्मेशन डालेंगे तो यहां यूजर को पता होना चाहिए कि क्या म्यूट एट हुआ है नहीं तो समझना कठिन होगा अब यहां मैं हमारी थर्मोडायनेमिक डाटा की मुख्य बिंदु बताता हूं यहां परProTherm विशेष महत्वपूर्ण है यह सेंट्रल थीम है यहां पर हमने एक्स पर मेंटल कंडीशन में डाटा लिया है अब यहां अलग कंडीशन में थर्मोडायनेमिक मेथड उपयोग करूंगा और उसे रिअटैच करूंगा आप जो भी डाटा हो इसे यहां पर रखा जाएगा यहां मैं ΔG और होने वाले परिवर्तन ΔH and ΔTm and the ΔGH2O तथा अन्य को देखूंगा यह थर्मल डिनेचुरेशन डीनटूरेंटरेंट डिनेचुरेशन मेल्टिंग टेंपरेचरहै अब हम सीक्वेंस इंफॉर्मेशन लेते हैं और इन्हें डाटा में डालते हैं अब हमें सीक्वेंस इंफॉर्मेशनSwissPort मिल जाती है अभी यहUniProt के साथ जुड़ गए हैं तो आपPDB के जैसे स्ट्रक्चर दे पाएंगे और और कार्यों को संक्षिप्त में बता पाएंगे अब हम दूसरा डेटाबेस समझाते हैं जैसेBRENDA डेटाबेस यह एंजाइम्स के लिए है Pubmedडेटाबेस इस तरह हम इंटरफेस देकर इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं और आप डाटा देकर या डाटा डाउनलोड कर उसकी विभिन्न उपयोग कर सकते हैं या कंटेंट है अब सेकंड ओंटोलॉजी है इसके पश्चात स्पेसिफिक फॉर्मेट का उपयोग करते हैं उदाहरण के तौर पर नंबर से शुरू कर यह हमाराProTherm नंबर है फिर प्रोटीन का नाम म्यूटेशन का सोर्स तो वे सभी डाटा के लिए सेवफॉर्मेट का उपयोग करते हैं हमारे पास अब तक25000 डाटा है इनके लिए हमारे पास यूनिफॉर्म फॉर्मेट है पहली लाइन पर कंटेंट का नंबर है दसवीं लाइन में फ्री एनर्जी है और इसी तरह प्रत्येक लाइन के लिए विशेष इंफॉर्मेशन डाली जाती है जो यूनिफॉर्म होती है इसके पश्चात आप ऑप्शन देते हैं आपके पास बहुत सारे प्लग ऑप्शन है जो डाटा प्राप्त करने में मदद करते हैं इसके पश्चात आप आप सब सर्च ऑप्शंस पर जाते हैं जिससे यूजर अलग अलग कंडीशन में डाटा प्राप्त कर सकता है अगली स्लाइड में मैं आपको अलग अलग कंडीशन के बारे में बताऊंगा तो यदि यूजर इन कोई कंडीशन को उपयोग कर रहा है या उसे इस कंडीशन के डाटा प्राप्त हुए हैं तो वे स्टार्ट बटन पर जाकर रिजल्ट पा सकते हैं यहां में iysozyme का उदाहरण लेता हूं का यहां देखते हैं कि इस कंडीशन में क्या डाटा है इस कंडीशन को फुलफिल करने पर रिजल्ट प्राप्त होते हैं लिंक देते हैं यह रिफरेंस लिंक होगा जिस पर आपको आर्टिकल प्राप्त होगा इस तरह आप लिटरेचर प्राप्त कर सकते हैं आपको डाटा से संबंधित लिटरेचर में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसे आपProThem डेटाबेस से प्राप्त कर सकते हैं यहां पर थर्मोडायनेमिक्स डाटा से संबंधित पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है यह आपको हमेशा उपलब्ध है और आप किसी भी वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं किंतु या तीन बार से ज्यादा अवेलेबल नहीं होगी यदि आपका सरवर डाउन है तो आपको हमें खबर करना होगा नहीं तो हम यह समझेंगे कि आप इस डेटाबेस को सही तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं Refer Slide Time 1837 अब डेटाबेस कैसे डेवलप करते हैं समझते हैं 1970 मेंEF CoddनेIBMसे डेटाबेस विकसित किया यह रिलेशनल डाटाबेस है जो डिफरेंट फीचर्स को डाटाबेस में आपस में जोड़ता है यह एक तरह से टेबल होती है इन्होंने अलग अलग इंफॉर्मेशन को एक टेबल में डाला इस तरह यह अलग अलग रिकॉर्ड है जिन्हें अटरीब्यूट्स कहते हैं इंटरलिंक्ड किए गए किंतु इनको रिअरेंज नहीं किया गया इसके साथ ही इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जिनको इंटरसेक्शन यूनियन से जोड़कर प्रोसेसिंग करना बहुत कॉन्प्लेक्स था मैं एक उदाहरण बताता हूं टेबल1 मैं कौन सी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है छात्र एमिनो एसिड 3 लेटर कोड एक लेटर कोड वॉल्यूम सरफेस एरिया डिस्टल ग्रुप यहां पर कौन सा ग्रुप मिडिल ग्रुप है और कौन सा बाइंडिंग ग्रुप है अब दूसरा क्वेश्चन है की एमिनो एसिड का बाइंडिंग ग्रुप कौन सा है एमिनो एसिड का थ्री लेटर कोड क्या है जिसमें आपको डिस्टल carboxil ग्रुप मिलेगा छात्र डिजिटल ग्रुप अब प्रश्न यह है थ्री लेटर कोड क्या है यह थ्री लेटर कोड दूसरे कॉलम में है अतः यह aspartic and glutamic acid है अब दूसरा प्रश्न है के थ्री लेटर कोड्स आफ अमीनो एसिड्स क्या है इनका वॉल्यूम क्या है यहां पर 125Å3 है या टेबल वन से देखा गया है अब 3 लेटर कोड में से हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर कौन होगा यह टेबल दो में प्रदर्शित है इस तरह टेबल वन और टू से हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर का पता चल जाता है हाइड्रोजन बांड ऑनर्स क्या है उदाहरण के तौर पर यदि इसे लिया जाए तो एमाइड यहां थ्री लेटर कोड के साथ हैं तो इन्हें जोड़ने की आवश्यकता है यदि आप नेचुरल ज्वाइन करें आप टेबल वन और टेबल टू पर एलिमेंट लेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उदाहरण के तौर पर यदिnm एलिमेंट है तो यहां20 एमिनो एसिड और12 डिजिटल ग्रुप होंगे तो लगभग240 रो होंगी तो वास्तविक alanine के लिए यह यह तीन लेटर कोड होंगे पहला लेटर कोड दूसरा वॉल्यूम और यह टेबल वन और टू से मिली इंफॉर्मेशन अब हम देखते हैं के कुछ कॉन्प्लेक्स क्वेश्चंस के उत्तर कैसे मिलेंगे उदाहरण के तौर पर यदि आपको थ्री लेटर कोड मिल गया और वॉल्यूम100 से150 के बीच है तो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर और एक्सेप्ट कौन है क्योंकि सरफेस एरिया120डिस्टल मिथाइल ग्रुप कॉम्प्लिकेटेड है अतः हम आसानी से टेबल देखकर डाटा नहीं पा पाएंगेतो हम स्ट्रक्चर query लैंग्वेज का उपयोग करेंगे यहांSQL कहलाता है यह वेल स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज है यहां से हम किसी भी कॉन्प्लेक्स queries पर काम कर डाटा प्राप्त कर सकते हैं यहां परsyntax है यदि हमारे पास कोड हो तथा साइड चेन वॉल्यूम100 से150 हो तो यह उपयुक्त कंडीशन है हाइड्रोजन बांड ओनर और एक्सेप्टर है तो अगली कंडीशन क्या होना चाहिए सरफेस एरिया120 से ज्यादा होना चाहिए और डिस्टल ग्रुप मिथाइल हो तो अब आसान होगा आप इस इंडेक्स को इस्तेमाल कर टेबल से डाटा प्राप्त कर सकते हैं इस तरह आप कोई भी कांप्लेक्स queries ले सकते हैं आप syntexलिख सकते हैं और कोई भी रिलेशन डाटाबेस प्राप्त कर सकते हैं अब कुछ जगह देखें जहां पर डाटा एक साथ रखा जा सकता है लिटरेचर में बहुत सारे डाटाबेस उपलब्ध है जैसे न्यूक्लिक एसिड डाटाबेस यहां से प्रत्येक जनवरी को एक प्रति निकलतीहै जिसमें यह डाटाबेस पब्लिश करते हैं तो आप इनकी किसी भी वेबसाइट पर देखकरडाटाबेसकी लिस्टिंग कर सकते हैं अभी तक लगभग 500 डेटाबेस लिस्ट किए जा चुके हैं यह न्यूक्लिक एसिडसीक्वेंस डेटाबेस और स्ट्रक्चर डेटाबेस आर एन ए डाटाबेस और प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस थर्मोडायनामिक और जिनोमिक और मेटाबॉलिक तथा सिगनलिंग पाथवे औरह्यूमन जीन और डिसीज प्रोटियोमडेटाबेस और दूसरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डाटाबेस प्लांट डाटाबेस इम्यूनोलॉजिकल डाटाबेस और भी बहुत इस तरह बहुत सारी कैटेगरी है तो यदि आप प्रोटीन स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमें प्रोटीन स्ट्रक्चर मालूम हो जाएगा इसके अलावा आप अलग अलग सबक्लासिफिकेशन भी देख सकते हैं अब देखते हैं की प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए मुख्य डेटाबेस कौन सा है PDB मुख्य है इसमें बहुत सारे सब क्लासिफिकेशन भी हैं क्या आप कुछ सब क्लासिफिकेशन बता सकते हैं छात्रPDBM PBDTM क्या है स्टूडेंट ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीनडेटाबेस ट्रांस मेंब्रेन प्रोटीन इसके अलावाCATH है इसके अलावाSCOP प्रोटीन के स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के लिए उपयोगी है छात्रAstral और एस्ट्रल किसके लिए उपयोगी है इसके द्वारा हम नान रिडंडेंट स्ट्रक्चर का सेट प्राप्त कर सकते हैं एस्ट्रल में बहुत सारे डेटाबेस हैप्रत्येक कैटेगरी के लिए अलग अलग डेटाबेस की लिस्टिंग है यहां पर बहुत सारे सब क्लासिफिकेशन भी है जिसमें सर्च करने पर हमें बहुत सारा डेटाबेस मिल जाता है जैसे यदि थर्मोडायनेमिक्स पर जाएं तो पुनः क्लासिफिकेशन और सब क्लासिफिकेशन का बहुत सारा डाटा मिल जाएगा तो इस तरह से बहुत सारे उपयोग हैं जैसे यदि आप किसी विशेष डाटा को देखना चाहे तो डाटा बेस पर जाकर चेक कर सकते हैं कि यह अवेलेबल है कि नहीं यदि आप किसी विशेष डाटा को देखना चाहे तो आप डाटाबेस को चेक कर यह देख सकते हैं कि यह उपलब्ध है या नहीं इसके अलावा आप अपना डेटाबेस भी डेवलप कर सकते हैं किंतु यह यूनिक होना चाहिए इसलिए पहले उपलब्ध डेटाबेस से इसे चेक करना जरूरी है I जैसेPDB उपलब्ध है तो आप दूसरा नहीं बना सकते अतः डाटाबेस डिवेलप करने से पहले पूरा वर्कआउट करना जरूरी है कि कौन इसका उपयोग कर रहा है इसको कितना साइट एशियन दिया गया है क्या इसका उपयोग अभी तक हो रहा है या बंद हो गया है तो इस तरह की सारी जानकारी लेकर आप नया डेटाबेस डेवलप कर सकते हैं यह आपको रिसर्च प्रॉब्लम डिजाइन करने के लिए भी उपयोगी हो सकता है किसी भी बायोइनफॉर्मेटिक्स या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी प्रॉब्लम के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में डाटा की आवश्यकता होती है यदि यह ना हो तो आपका डाटा बेस सफिशिएंट नहीं होगा किंतु यदि यह ना हो पाए तो हम मॉडल विकसित कर सकते हैंकिंतु यह भी सिग्निफिकेंट नहीं है अतः हमें लिटरेचर चेक करना पड़ेगा जैसे यदि मैं डीएनए की बाइंडिंग एफिनिटी कॉन्प्लेक्स या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कांप्लेक्स पर काम कर रहा हूं तो हमें प्रोटीन प्रोटीन कांप्लेक्स प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कांपलेक्स डाटा में उपलब्ध है किंतु कार्बोहाइड्रेट बहुत कम डाटा उपलब्ध है तो हमें अच्छी तरह से देखना पड़ेगा और यदि न्यू डाटाबेस बनाना है तो अच्छी तरह से सफिशिएंट अमाउंट का डाटा लेना पड़ेगा और डाटाबेस बनाकर उसमें रिलाएबल इंफॉर्मेशन ही डालना है इस तरह नया डाटा बेस बनाने के लिए अच्छी तरह से कार्य करना आवश्यक है